बायोरिएक्टर्स पर एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के व्याख्यान 6 में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में एंजाइम गतिकी को देखा था माइकलिस मेन्टेन एंजाइम गतिकी के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त की और एक अभ्यास समस्या 21 भी सौंपी थी इस व्याख्यान में अभ्यास समस्या 21 को हल करते है एक औद्योगिक शोधकर्ता संवर्धिकरण के दौरान कोशिका संवर्धन से उत्पन्न होने वाले विष के निपटारन की नवीन विधि का अध्ययन कर रहा है शोधकर्ता का उद्देश्य विष अवकरण और माध्यम पुनर्चक्रीकरण के द्वारा से कोशिका उत्पादन को बढ़ाना है यदि सांद्रता 75 मिलीमीटर से कम है तो विष कोशिका की वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है जिस विष का शोधकर्ता अध्ययन कर रही है उसे एंजाइम E का उपयोग करके X को एंजाइम के माध्यम से विघटित किया जा सकता है विघटन का अध्ययन 72 के पी एच पर 30 डिग्री सेल्सियस पर किया गया था और गतिकी के आंकड़े बैच स्थिति के तहत प्राप्त किया गये थे समय के साथ X का परिवर्तन दिया गया है भाग a में एंजाइम आधारित विघटन के लिए माइकलिस मेन्टेन कारकों को निर्धारित करने के लिए कहा गया है जबकि भाग b में पूछा गया है कि यदि कुल एंजाइम सांद्रता तीन गुना है तब माध्यम में 30 मिनट के बाद X का विषाक्त स्तर क्या होगा यह अभ्यास समस्या का विवरण था इस अभ्यास समस्या को हल करते हैं सन्दर्भ स्लाइड समय 0158 के अनुसार पहला प्रश्न है कि हमें क्या आवश्यकता है माइकलिस मेंटेन के कारक Vm और Km हैं माइकलिस मेन्टेन समीकरण के अनुसार v VmSKmS के बराबर होता है यहाँ विषाक्त सांद्रता बनाम समय के लिए कुछ आंकड़े है विषाक्त पदार्थ एंजाइम अभिक्रिया के लिए क्रियाधार है इसलिए यहाँ t बनाम S है व्याख्यान सामग्री 5 से हिम यह ज्ञात है कि माइकलिस मेंटेन कारकों के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट लाइनविवर ब्रुक प्लोट से प्राप्त किया जा सकता है लाइनविवर ब्रुक प्लोट 1v बनाम 1S खीचतें है सन्दर्भ स्लाइड समय 0323 के अनुसार हमें क्या आवश्यकता है को प्रश्न में क्या दिया गया है से जोड़ना है हमे यहाँ वेग ज्ञात करने की आवश्यकता है क्योंकि 1v बनाम 1S है इसके लिए हमें सबसे पहले v की आवश्यकता है जब हम इस तरह के आंकड़ो के साथ काम करते हैं तब प्रत्येक समयांतराल के लिए औसत वेग की गणना करते हैं इस मामले में 0 से 10 मिनट के बीच प्रथम समयांतराल है 10 से 20 मिनट में द्वितीय समयांतराल है 20 से 50 मिनट में तृतीय समयांतराल है और 50 से 100 में चतुर्थ समयांतराल है हम ∆S∆t के रूप में वेग की गणना कर सकते हैं प्रश्न में दिया गया समय सांद्रता के अनुरूप है लेकिन हमारे पास दर के अनुरूप समय नहीं है आम तौर पर क्या किया जाता है इस प्रकार की गणना में दर को अंतराल के मध्य बिंदु पर लेते है पहले मामले में अंतराल 0 से 10 है इसलिए इसका औसत 5 लेते है हम दर की गणना करते हैं और 5 मिनट के समय पर समनुदेशित करते हैं हम यहाँ देखेंगे कि 𝑣 ∆S∆t है v ∆S∆t पहले समयांतराल के सन्दर्भ में 177 को 20 से घटाने पर ∆𝑆 प्राप्त होता हैं अब हमारे पास अंश में 20 से 177 घटाने के बाद 23 है जबकि हर में 10 में से 0 घटाते है अतः 𝑣 का मान 23 𝑚𝑀𝑚𝑖𝑛−1 प्राप्त होता है v 177 20023 mMmin 1 assigned to t 5 min S 1885 0 और 10 के मध्य बिंदु पर 5 को देखा था इसलिए t 5 मिनट के अन्तराल में क्रियाधार सांद्रता हैं जो समयांतराल में रैखिक रूप से बदलता है प्रश्न में कुछ आंकड़े जिसके साथ हमें कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हम आंकड़ो के साथ के साथ सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकें क्रियाधार सांद्रता का मध्य बिंदु t 5 मिनट के समतुल्य है सन्दर्भ स्लाइड समय 0656 के अनुसार 1885 जो 177 और 20 का औसत है को समनुदेशित करने की आवश्यकता है तब V2 के अंतर्गेत अंश में 158 को 177 से और हर में 20 से 10 को घटाते है जिसमे अंश ऋणात्मक है और अंत में हल 019 मिलीमोल प्रति मिनट प्राप्त होता है v 158 177019 mMmin 1 assigned to t 15 min S 1675 mM उक्त मान और क्रियाधार सांद्रता को मध्य बिंदु पर समनुदेशित करने की आवश्यकता है क्योंकि ग्राफ में 1v बनाम 1S खींचतें हैं 10 और 20 मिनट का का मध्य बिंदु 15 मिनट है इस कारण स्लोप रेखीय रूप से घटता है 177 और 158 का मध्य बिंदु 1675 है तब t 15 मिनट के बराबर होता है और S 1675 होता है इसी क्रम में आगे मध्य बिंदु प्राप्त करते है सन्दर्भ स्लाइड समय 0656 का अनुसरण करने पर v की गणना 023 समय t 5 मिनट पर थी जिसमे S 1885 प्राप्त हुआ समय t 15 मिनट के बराबर होने पर S 1675 होता है जिसमे v का मान 019 के बराबर है इसी तरह गणना आगे बढ़ती है आगे हमें 35 मिनट और 75 मिनट के लिए भी इसी तरह मान प्राप्त हुए हैं जो संबंधित अंतराल के मध्य बिंदु पर हैं इसी क्रम में रेखीय भिन्नता पर S के मध्य बिंदु और v की गणना हुई है समयांतराल पर औसत दर की भी गणना हुई है Time min 5 15 35 75 S mM 1885 1675 132 78 v mM min 1 023 019 0173 0112 अब हमें 1v वर्सेज 1S का ग्राफ खींचना होगा क्योंकि हमें v और S ज्ञात हैं ग्राफ के लिए हमें v और S के प्रतिलोम मान की आवश्यकता है यदि हम 1885 का प्रतिलोम मान ले तो 11885 से 0053 प्राप्त होता हैं गणनात्मक त्रुटि सदैव जाँच लें 1675 का प्रतिलोम मान 006 होता है 132 का प्रतिलोम मान 0076 है 78 का प्रतिलोम मान 0128 है v का प्रतिलोम 1v है 435 का प्रतिलोम मान 023 526 का प्रतिलोम मान 019 578 का प्रतिलोम मान 0173 और 893 का प्रतिलोम मान 0112 है 1S mM 1 0053 006 0076 0128 1v 1 435 526 578 893 माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट से ग्राफ खींचना सुविधाजनक है हालांकि ग्राफ पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं 1S और 1V के मान को सारणीबद्ध कर ग्राफ खींचते हैं

यदि हम 1v बनाम 1S ग्राफ एम एस एक्सेल पर खींचतें है तब स्लाइड समय 0941 के अनुसार बिंदु युक्त ग्राफ प्राप्त होता है एम एस एक्सेल से हम बेस्ट लाइन फिट प्राप्त कर सकते है बेस्ट लाइन फिट वह लकीर है जो बिन्दुओं पर उचित बैठती है एम एस एक्सेल से लीस्ट स्क्वायर वैल्यू R2 09879 और स्लोप आधारित समीकरण 58348 x 14559 प्राप्त होता है जिसमे y और x क्रमशः 1v और 1S है अतः YMxc का मान 1v 58348 ×1S 1445 होगा ग्राफ में स्लोप 5835 है सॉफ्टवेयर बड़ी संख्या में अंक देता है लेकिन हमें उन प्रासंगिक अंकों को चुनना हैं जैसे दशमलव बिंदु के बाद के दो अंक 5835 को लेना है हम जानते हैं कि लाइनविवर ब्रुक प्लोट में स्लोप KmVm के बराबर होता है इसलिए KmVm बराबर 5835 होगा और इंटरसेप्ट 1Vm 146 होता है यहाँ भी दशमलव बिंदु के बाद के दो अंक लेते है Slope Kmvm5835 Intercept 1vm146 ∴ vm069 mM min 1 ∴ Km5835 ×0694026 mM इस प्रकार Vm और Km ज्ञात कर सकते हैं v का प्रतिलोम 1v जो 146 और Vm 069 मिलीमोलर प्रति मिनट होगा Vm को प्रतिस्थापित कर Km की गणना कर सकते हैं Km 5835 × Vm होता है आप जानते हैं कि KmVm 5835 है Vm का मान 069 है अतः Km 5835 × 069 होगा जिसका हल 4026 मिलीमोलर प्राप्त होता है इस प्रकार माइकलिस मेन्टेन कारक Vm और Km का मान क्रमशः 069 और 4026 है आगे भाग b पर चर्चा करते है भाग b के लिए प्रश्न है कि यदि कुल एंजाइम सांद्रता तीन गुना है तब माध्यम में 30 मिनट के बाद X का विषाक्त स्तर क्या होगा प्रश्न में दिया गया है कि X का विषाक्त स्तर 75 मिलीमीटर है समय t 0 पर X की सांद्रता 20 मिलीमोलर है माइकलिस मेंटेन समीकरण अभिक्रिया दर को नियंत्रित करता है और Km और Vm माइकलिस मेंटेन कारक है संदर्भ समय 1302 के अनुसार यहाँ S जैसे X को प्रारंभिक समय में 20 मिलिमोलर से 75 मिलिमोलर तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय S के परिपेक्ष्य में ज्ञात करना है हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि v एक दर है जिस पर इस बैच प्रक्रिया में S का ह्रास हो रहा है v ऋणात्मक dsdt के बराबर है क्रियाधार के संचय की दर 𝑣𝑚 𝑆𝐾𝑚 𝑆 के बराबर है v dSdtvmSKmS इस अंतः समीकरण को हल करने पर निम्नानुसार समीकरण प्राप्त होता है KmSSdSvmdt सभी चरों की गणना हेतु अंतः समीकरण का रूपांतरण निम्नानुसार है KmS1dSvmdt स्लाइड समय 1434 के अनुसार समाकलन निम्नानुसार है Km lnSSvmt समाकलन की सीमा S0 से S के लिए S और t0 से t के लिए t और t0 0 हैं इसे समाकलित करने पर Km lnSS0S S0vm Or Km lnS0SS0 Svmt अब कुल एंजाइम सांद्रता तीन गुना हो गई है नवीन कुल एंजाइम सांद्रता पूर्व के कुल एंजाइम सांद्रता का तीन गुना है लेकिन हमारे लिए प्रासंगिक यह है कि कुल एंजाइम सांद्रता किसे प्रभावित करती है उत्तर है कि यह 𝑣𝑚′ या 𝑣𝑚 अधिकतम दर को प्रभावित करती है हम जानते है कि vmk3Et So vmk3Et vmk3×3×Et since Et3Et ∴vm3×k3×Et3vm3×069207mMmin 1 शेष वस्तुस्थिति सरल है कि हमारे पास समय के साथ क्रियाधार की विभिन्न सांद्रता है जिसे हमे अभिव्यक्ति में प्रतिस्थापित करना है प्रतिस्थापित करने पर 4026 ln207520 75207t t 251 min इस प्रकार X सांद्रता के लिए 75 मिलीमोलर तक कम करने में लगभग 25 मिनट लगते हैं जो 20 मिलीमीटर से शुरू होता है 25 मिनट 30 मिनट से कम है इसलिए 30 मिनट में X की कोई विषाक्त मात्रा नहीं होगी